सभी को नमस्कार प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी के प्रैक्टिकॅल डेमन्स्ट्रेशन पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है आज मेरे साथ मिस्टर तुषार गर्ग हैं जो मेरी लैब में पीएचडी के वरिष्ठ छात्र हैं तो तुषार प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी के कुछ प्रैक्टिकॅल पहलुओं को प्रैक्टिकली डिमन्स्ट्रेट करने जा रहे हैं तो यदि आप हमारी पिछली कक्षाओं को याद करते हैं तो दो बहुत महत्वपूर्ण कम्पोनन्ट या पहलू जो हम प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी का अध्ययन करते समय विचार करते हैं वह जीन की अभिव्यक्ति पैटर्न टेम्परल और स्पेइशल् अभिव्यक्ति पैटर्न का विश्लेषण करना है तो तुषार इससे जुड़ी कुछ प्रक्रिया दिखाएंगे और दूसरा महत्वपूर्ण कम्पोनन्ट यह है कि आपको डेवलपमेंटल बायोलॉजी या प्लांट डेवलपमेंट के पहलू को समझने के लिए जनिटिक्ली प्लांट को संशोधित करना होगा तो तुषार आपको ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने और उसमें कुछ जेनेटिक मनिप्यलैशन करने का तरीका भी दिखाने जा रहे हैं सभी को नमस्कार तो आपने सारे व्याख्यान देखे हैं और आपको पता होना चाहिए कि प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अध्ययन के लिए प्लांट का जेनेटिक मॉडफ़केशन एक बहुत ही आवश्यक प्रक्रिया है इसलिए जेनेटिक मॉडफ़केशन के लिए पहली चीज जो हमें चाहिए वह एक एक्स्प्लैन्ट है तो एक्स्प्लैन्ट कोई भी प्लांट मैटेरियल है जिसका उपयोग कैलस बनाने या पुन उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है और उन कॉलस को फिर दो तरीकों का उपयोग करके ट्रान्सफोर्मेड किया जाता है पहली बायोलॉजिकल विधि है और दूसरी भौतिक विधि है तो बायोलॉजिकल विधि वह है जहां हम बैक्टीरिया का उपयोग करते हैं और इस बैक्टीरिया में हमारा कन्स्ट्रक्ट या जीन होता है जिसे हम संशोधित करना चाहते हैं और फिर इसे कॉलस में ट्रांसफर किया जाता है दूसरा है जहां जीन गन की तरह इंस्ट्रूमेंट का उपयोग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किया जाता है जहां सोने के कणों का उपयोग किया जाता है और जिस जीन को हमें ट्रांसफॉर्म करना होता है उसे गोल्ड पार्टिकल पर कोट किया जाता है और फिर यह मशीन इस सोने के कण को जीन के साथ कोशिकाओं में भेज देती है और कोशिकाओं जो ट्रांसफॉर्मे होती हैं और वे रिजिनर्एट होते हैं और नए प्लांट बनाते हैं तो पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन का बायोलॉजिकल मेथड देखेंगे जहां हमारी प्रयोगशाला में हम एक एक्स्प्लैन्ट के रूप में चावल का उपयोग करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं यह है dehusked चावल और यहाँ भ्रूण भ्रूण कैलस देता है जो हार्मोन के प्रभाव में होता है तो जब आप एक निश्चित हार्मोन कॉम्पोनेंट देते हैं तो भ्रूण डिडिफरेंटीटड केलस उत्पन्न करता है और इस केलस को आगे हमारी आगे की प्रक्रिया के लिए उपयोग किया जाता है अब हम देखेंगे कि हम कैसे आगे बढ़ते हैं तो पहला कदम वह है जहां हम बीज को स्टिरलाइज़ करते हैं अब स्टिरलिज़ेशन के लिए इसे सर्फेस स्टिरलिज़ेशन कहा जाता है तो सर्फेस स्टिरलिज़ेशन में कुछ केमिकल्स का उपयोग किया जाता है जो बैक्टीरिया फंगस जैसे कॅन्टैमिनेशॅन को मारता है तो सबसे आम सर्फेस स्टिरलिज़ेशन जो किया जाता है वह 70 इथेनॉल का उपयोग है अब यह 90 सेकंड के लिए किया जाता है 90 सेकंड से अधिक नहीं तो एक बार 90 सेकंड पूरा होने पर हम रिन अला का उपयोग करते हैं तो यह रिन अला है जिसमें सोडियम हाइपोक्लोराइट होता है कुछ अन्य रासायनिक एजेंट जिनका उपयोग सर्फेस स्टिरलिज़ेशन के लिए किया जाता है वह HgCl2 है रिन अला में यह 15 मिनट के लिए किया जाता है तो एक बार ऐसा करने के बाद इन बीजों को ब्लोटिंग शीट पर लिया जाता है और फिर फॉःसेप्स का उपयोग करके इसे मीडिया पर रखा जाता है अब इस मीडिया में ऑक्सिन है तो ऑक्सिन वह हार्मोन होता है जो भ्रूण को डिडिफरेंटीटड टिशू या कैलस बनाता है इस प्लेट को लगभग 30 दिनों तक अंधेरे की स्थिति में रखा जाता है और 30 दिन पूरे होने के बाद यह एक कैलस बनाता है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं तो ये कैली हैं अब क्रीम रंग की भ्रूणजन्य कैली उन्हें चुना जाता है और सबकल्चर मीडिया पर रखा जाता है मूल रूप से उचित मात्रा में विकास के लिए यह 2 से 3 दिनों के लिए रखा जाता है ताकि यह एग्रोबैक्टीरियम इन्फ़िक्शन के लिए तैयार है अब एक बार मेरा कैलस एग्रोबैक्टीरियम इन्फ़िक्शन के लिए तैयार है तो मैं एग्रोबैक्टीरियम का उपयोग करता हूं जिसे मैं यहां दिखाऊंगा तो यह एग्रोबैक्टीरियम की रातोंरात बढ़ी हुई कल्चर है इस एग्रोबैक्टीरियम में मेरी रुचि का जीन है तो यह सेंट्रीफ्यूज पर पिलटिड डाउन हो गया है और फिर इसमें 5 सुक्रोज सॉल्यूशन डाला जाता है अब यह सॉल्यूशन में सस्पेंड करने के लिए वॉर्टिक्स किया जाता है अब हम फ्लास्क में सस्पिन्डड एग्रोबैक्टीरियम लेते हैं और इसमें अपना कैलस डालते हैं इस तरह हम सभी कैली को लेते हैं और इसमें एसिटोसाइरिंगोन डालते हैं एसिटोसाइरिंगोन मूल रूप से एक सिग्नलिंग अणु है जो एग्रोबैक्टीरियम को इसके विकास में मदद करता है अब हम इसे 15 मिनट के लिए एक शेकर पर रखते हैं और उसके बाद हम बाहर निकालते हैं हम मीडिया को फेंक देते हैं और हम कैलस लेते हैं और इसे को कल्टीवेशन प्लेट पर रख देते हैं तो को कल्टीवेशन का मतलब है यहां हमारे पास बैक्टीरिया के साथ साथ कैलस भी हैं अब इस को कल्टीवेशन प्लेट को 2 से 3 दिनों के लिए अंधेरे की स्थिति में रखा जाता है और उसके बाद ये कैलस तो आप देख सकते हैं कि बैक्टीरिया की वृद्धि की मात्रा कम है अब यह कैलस फ्लास्क में फिर से लिया गया और पानी का उपयोग करके धोया गया तो पर्याप्त मात्रा में धुलाई की जाती है ताकि कोई एग्रोबैक्टीरियम नहीं बचे एग्रोबैक्टीरियम से कोई धागे नहीं निकल रहे हैं और फिर इसे एक सलिक्शन मीडिया पर रखा जाता है सलिक्शन मीडिया वह मीडिया है जिसमें हमारा सलिक्शन मार्कर होता है यहाँ पर मान लीजिए मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने एग्रोबैक्टीरियम में शामिल किया है और यह तब हुआ है जब मेरे कैलस को ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया गया है तो मेरे जीन के साथ सलिक्शन मार्कर है जैसे कि हाइग्रोमाइसिन इसलिए जब मैं इस कैलस को हायग्रोमाइसिन प्लेटों पर उगाता हूं तो यह कैलस जो ट्रांसफॉर्म्ड हो गए हैं वे विकसित हो जाएंगे लेकिन जो ट्रांसफॉर्म्ड नहीं हुए हैं वे हाइड्रोमाइसिन के कारण मर जाएंगे जो एक एंटीबायोटिक है इसलिए एक बार सलिक्शन मीडिया पर रखे जाने के बाद आप देख सकते हैं कि कुछ कॉलस मर रहे हैं जबकि कुछ मर नहीं रहे हैं इसलिए जो नहीं मर रहे हैं वे सेल्स देते हैं और जो प्रोलिफ़र्एट करते हैं और एक रीजेनरेटेड कैली का निर्माण करते हैं जो जब एक बार तैयार हो जाता है और पर्याप्त विकास हो जाता है तो हम इसे शूटिंग मीडिया पर रखते हैं तो शूटिंग मीडिया एक ऐसा मीडिया है जिसमें उच्च साइटोकिनिन से ऑक्सिन कॉन्सन्ट्रेशन है उच्च साइटोकिनिन के प्रभाव के तहत कैलस शूट एपिकल मेरिस्टेम बनाता है और पुनःस्थापन होती है अब यहाँ आप समय के साथ देख सकते हैं कि इस बोतल को लाइट कंडीशन में रखा गया है और समय के साथ आप देख सकते हैं कि हरे रंग के टिशू निकल रहे हैं ये मूल रूप से शूट एपिकल मेरिस्टम हैं जहां नए ऑर्गन बन रहे हैं अब एक बार यह ग्रीनिंग पर्याप्त है और पर्याप्त ऑर्गेनोजेनेसिस हुए हैं तो यह एक रूटिंग मीडिया पर लिया गया है तो इस रूटिंग मीडिया में उच्च ऑक्सिन कॉन्सन्ट्रेशन है ऑक्सिन रूट गठन की इनीशिएशन में मदद करता है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस ग्रीनिंग प्लांट के पास पर्याप्त शूट है और जड़ें भी निकल रही हैं एक बार जब यह पौधा बोतल की लंबाई तक हो जाता है तो यहाँ से इसे सख्त करने के लिए soilrite में ट्रान्सफर किया जाता है जिसे हम ग्रीनहाउस में देखेंगे अब जब हमने ट्रेन्स्फ़र्मेशन की बायोलॉजिकल विधि कर ली है अब हम ट्रेन्स्फ़र्मेशन की भौतिक विधि देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पर मशीन दिखाऊंगा जिसे जीन गन कहा जाता है जीन गन का उपयोग प्लांट ट्रेन्स्फ़र्मेशन की भौतिक विधि के लिए किया जाता है यहां जीन गन के लिए सिद्धांत यह है कि सोने के कण या टंगस्टन कण ये जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ लेपित होते हैं जीन या कॅन्स्ट्रॅक्ट जो हम बैक्टीरिया में ट्रेन्स्फ़र्मे कर रहे थे यहां उन कॅन्स्ट्रॅक्ट को सोने के कणों पर लेपित किया गया है और यह सोने का कण कैलस पर फ़ॉर्स्ट है इसका मतलब है कि यह बहुत दबाव या बल के साथ कैलस पर प्रोजॅक्टेड् है और फिर ये सोने के कण प्लांट कैलस के अंदर इन्सर्ट करते हैं जहां यह जाते हैं और प्लांट के जीनोम या कैलस के साथ एकीकृत होते हैं अब हम इस कैलस को लेंगे और यह बायोलॉजिकल ट्रेन्स्फ़र्मेशन के समान प्रक्रिया से गुजरेगा तो यह सेलेक्शन की प्रक्रिया से गुजरेगा फिर रीजिनर्एशन फिर रूटिंग और आगे हार्ड्निंग तो हार्ड्निंग करने की प्रक्रिया ग्रीनहाउस में की जाती है जहां हम ऑप्टमल प्रकाश तापमान और ह्यूमिडटी की स्थिति प्रदान करते हैं तो जिस प्लांट को हमने बोतल में देखा वह पॉट में लिया जाता है जिसमें सॉइलराइट होती है तो शुरू में प्लांट प्लास्टिक से ढका होता है ताकि 100 ह्यूमिडटी की स्थिति हो ताकि पौधा तनाव में न आए और कुछ हफ़्ते के बाद यह पॉलीथिन काट दी जाती है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं और एक बार जब पौधा स्वस्थ होता है और उसमें अच्छी ताकत होती है तो उसे मिट्टी के बर्तन में ट्रान्सफर कर दिया जाता है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यह एक ट्रांसजेनिक लाइन है जो लगभग 4 महीने पुरानी है और फिर बीज परिपक्व होते हैं और यहाँ बीज सूख जाते हैं फिर सूखे बीज को एकत्र किया जाता है और सेलेक्शन के लिए उपयोग किया जाता है तो हम बीज लेते हैं और उन्हें 12 MS प्लेट पर विकसित करते हैं जिसमें हाइग्रोमाइसिन होता है तो हाइग्रोमाइसिन एक सेलेक्शन मार्कर के रूप में कार्य करता है और केवल वे पौधे ही उगेंगे या केवल वही बीज अंकुरित होंगे जिस में हाइग्रोमाइसिन होता है अब हम देखेंगे कि मॉडल डाइकोट प्लांट में जो कि Arabidopsis है ट्रेन्स्फ़र्मेशन कैसे की जाती है तो चावल में प्रक्रिया के समान हम Arabidopsis के बीज अभी सर्फेस स्टिरलाइज़ करते हैं और इन स्टिरलाइज़ बीजों को 12 MS प्लेट पर रखा जाता है तो यह 12 एमएस प्लेट है जहां बीज डाले गए थे और लगभग 2 सप्ताह के बाद पौधे इस लंबाई के हैं अब एक बार जब मेरे प्लांट के पास पर्याप्त जड़ और स्वस्थ शूट होती है तो यह एक soilrite पर ट्रॅन्स्फ़र्ड् हो जाता है अब एक बार सॉइलराइट पर यह पौधा लगभग 1 महीने में इस ऊँचाई पर बढ़ता है और यह मेरा पूर्ण विकसित पौधा है जिसे आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें सिलीक फूल हैं ट्रेन्स्फ़र्मेशन के लिए हम तरूणावस्था में क्या करते हैं जब फूल भी नहीं खुलते हैं जब यह सिर्फ एक पुष्प कली है एग्रोबैक्टीरियम जिसके पास मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है का उपयोग ट्रेन्स्फ़र्मेशन के लिए किया जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं पहले हम एग्रोबैक्टीरियल कल्चर को पेलट करते हैं जैसा कि हमने चावल के लिए किया था अब यह पेलेटेड कल्चर सिल्वेट 77 के साथ सुक्रोज सॉल्यूशन में सस्पेंडेड कर दिया गया है सिल्वेट 77 एक रसायन है जो एग्रोबैक्टीरियम को अरबिडोप्सिसप्लांट से चिपके रहने की अनुमति देता है अब यह सस्पेंडेड कल्चर पिपेट का उपयोग कर Arabidopsis पर अप्लाई की जाती है तो मैं कलियों पर कल्चर डालूंगा पहले लोग कल्चर में प्लांट को पूरी तरह से डुबो देते थे लेकिन अब उस विधि का उपयोग नहीं किया जाता है अब इस प्लांट को 100 ह्यूमिडटी की स्थिति में रखा गया है और एक बार जब प्लांट नए बीज बनाता है तो इसमें दोनों प्रकार के बीज हो सकते हैं पहला नॉन ट्रान्सफोर्मेड हो सकता है और दूसरा ट्रान्सफोर्मेड होगा इन बीजों को एकत्रित किया जाता है और 12 MS प्लेट पर हीग्रोमाइसिन के साथ उगाया जाता है इसलिए हाइग्रोमाइसिन यहाँ पर मेरा सलिक्शन मार्कर होगा एक बार जब बीज विकसित हो जाएंगे तो केवल वही प्लांट उत्पन्न होंगे जिनमें मेरे जीन या मेरे सलिक्शन मार्कर है तो यहाँ यह एक ट्रान्सफोर्मेड अरबिडोप्सिस है यहां आप देख सकते हैं कि मैंने जो पौधे लिए हैं वह ट्रान्सफोर्मेड है और वे स्वस्थ बढ़ रहे हैं तो ये ट्रान्सफोर्मेड अरबिडोप्सिस हैं यहां हमने DR5 प्रमोटर और DR5 प्रमोटर के डाउनस्ट्रीम हमने GFP रखा है तो जहां भी ऑक्सिन मैक्सिमा होगा DR5 सक्रिय हो जाएगा और इसलिए GFP प्रोटीन बनाया जाएगा और एक हरे रंग का सिग्नल देखा जाएगा तो हम इसे ले जाएंगे और माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे कि ऑक्सिन मैक्सिमा कैसे और कहां बनता है तो हम इस अरबिडोप्सिस को लेंगे और इसे स्लाइड पर रखेंगे और इसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो यहाँ टिप पर आप देख सकते हैं कि GFP के लिए सिग्नल अधिक है जिसका अर्थ है कि ऑक्सिन मैक्सिमा यहाँ पर मौजूद है तो इस शैली में हम इस मेथॅड का उपयोग करके अस्थायी या स्थानिक रूप से जीन अभिव्यक्ति पैटर्न को भी समझ सकते हैं तो व्याख्यान में आपने देखा है कि जीन के लिए टेम्पॅरॅल और स्थानिक अभिव्यक्ति की जांच कैसे की जाती है इस विधि को in situ hybridization कहा जाता है तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम in situ hybridization में अनुभाग या ऊतक तैयार करते हैं यह एक मोम ब्लॉक है जिसमें चावल का एक स्टेम बेस एम्बेडेड होता है तो हमने चावल के स्टेम बेस को लिया है डिहाइड्रेशन के चरणों के माध्यम से फिर ज़ाइलिन श्रृंखला के माध्यम से और अंत में मोम में ये मोम ब्लॉक फिर सेक्शनिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं तो यह एक माइक्रोटोम है माइक्रोटोम वह मशीन है जो पतले सेक्शन बनाती है यहाँ हम स्टेम बेस के 8 माइक्रोमीटर सेक्शन बनाएंगे और फिर उन सेक्शन को स्लाइड्स पर ले जाया जाएगा और स्लाइड्स को फ़िक्स किया जाएगा हम इस माइक्रोटोम का उपयोग करके एक 8 माइक्रोमीटर सेक्शन बनाते हैं यहां आप देख सकते हैं कि रिबन बन चुके हैं अब इन रिबन को स्लाइड पर ले जाया जाएगा तो यहाँ इस्तेमाल की जाने वाली स्लाइड्स poly L lysine कोटेड स्लाइड हैं तो poly L lysine मूल रूप से स्लाइड पर एक पॉजिटिव चार्ज बनाता है और यह ऊतक को इससे चिपके रहने में मदद करता है क्योंकि आपने देखा है कि in situ hybridization के चरणों के माध्यम से स्लाइड विभिन्न चरणों से गुजरती हैं और इस बात की संभावना है कि ऊतक गिर जाएगा इसलिए पॉजिटिव स्लाइड का उपयोग किया जाता है और ऊतक नहीं गिरेंगे अब हम न्यूक्लियस मुक्त पानी का उपयोग करेंगे ताकि हमारा RNA डिग्रेडेड नहीं हो और हम यहां पर कुछ बूंदें डालेंगे अब इस रिबन को ले जाया जाएगा और स्लाइड पर रखा जाएगा अब हम स्लाइड को गर्म प्लेट पर रखेंगे जो लगभग 40º सेल्सियस पर है इसलिए जैसे जैसे पानी मोम को गर्म करेगा रिबन फैलने लगेगा टिशू पेपर का उपयोग करके अतिरिक्त पानी को हटा दिया जाता है तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरा ऊतक स्लाइड पर समान रूप से फैला हुआ है अब इस स्लाइड को गर्म प्लेट पर रात भर रखा जाता है ताकि ऊतक पूरी तरह से स्लाइड से चिपक जाए अगले दिन आपके पास ऊतक पूरी तरह से स्लाइड से चिपक जाएगा जैसा कि आप यहां देख सकते हैं और अब यह स्लाइड in situ hybridization प्रक्रिया के लिए जाने के लिए तैयार है तो एक बार स्लाइड रातोंरात सूख जाती है जैसा कि मैंने आपको दिखाया है स्लाइड्स को अब ज़ाइलीन का उपयोग करके डीवैक्स किया जाता है और फिर स्टेप की एक श्रृंखला के माध्यम से चलता है जैसा कि आपने व्याख्यान में देखा है और फिर अंत में एक बार स्लाइड की जांच की जाती है और सिग्नल का पता लगाया जाता है यह एंटेलन का उपयोग करके फिक्स किया जाता है और इसके ऊपर एक कवर स्लिप लगाई जाती है तो स्लाइड इस तरह दिखती है यदि आप देखें कि यहां कुछ नीले धब्बे हैं जो मूल रूप से सिग्नल हैं तो यह रंग प्रतिक्रिया है तो इसलिए एक रंग विकसित हो गया है और यह केवल विशेष ऊतक में देखा जाता है तो अब यहाँ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं तो यह चावल क्राउन टिशू है और यह एक प्राइमर्डिया है जो एक युवा अवस्था में है जबकि यह प्राइमोर्डिया है जो पुराने चरण में है तो आप देख सकते हैं कि जीन की डिफॅरेन्शॅल अभिव्यक्ति कैसे हो रही है युवा टिशू में आप इन्टिन्सिटी देख सकते हैं रंग सिग्नल अधिक है जिसका अर्थ है कि जीन युवा अवस्था में अत्यधिक व्यक्त किया जाता है जब कि जब प्राइमर्डिया ओल्ड हो जाती है तो जीन की अभिव्यक्ति नीचे चली जाती है और इसलिए रंग संकेत कम है इसलिए in situ जीन के डिफॅरेन्शॅल अभिव्यक्ति पैटर्न को समझने में हमारी मदद करता है इसीलिए इसे अपने स्थान पर in situ कहा जाता है तो ये कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं जिनका उपयोग हम प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अध्ययन में करते हैं और मुझे आशा है कि यह सत्र आपको विषय को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा तो यह प्रैक्टिकॅल डेमन्स्ट्रेशन प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी की अंतिम क्लास होने जा रहा है तो हम आशा करते हैं कि आपने इस क्षेत्र में कुछ सीखा है और हम आपको आपकी परीक्षा और भविष्य के कैरियर के लिए शुभकामनाएं देते हैं